सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पाठ्यक्रम में हम QSAR के विषय पर जारी रहेंगे पिछली कक्षा में हमने इस पर बात किया था कि प्रतिगमन को अच्छा करने के लिए हमें कौन से महत्वपूर्ण आँकड़े प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसे अच्छी भविष्यवाणी मिली है r2 - r'02r2 01 and 085 k' 115 R square r square adjusted कम से कम 06 q square होना चाहिए जो कि क्रॉसवैलिडेटेड R square है अथवा एक तरह से R square तरीके को छोड़ दें R square ने भविष्यवाणी की कि उन्हें 05 होना चाहिए फिर r square r0 square अर्थात जब आप इसे मूल के माध्यम से प्रतिगमन रेखा को पास करने के लिए बाध्य करते हैं तो हम कहते हैं कि r0 square r square 01 होना चाहिए और फिर जब आप इसे मूल से गुजरने के लिए बाध्य करते हैं तो slope लगभग 1 होना चाहिए वह इस क्षेत्र में है और फिर हम दूसरी तरह से करते हैं y के बजाय हम x फिर हम फिर से r डैश का उपयोग करते हैं 0 वर्ग इसके मूल से गुजरता है और इसी slope को k डैश द्वारा दिया जाता है जो कि 1 होना चाहिए यह काफी कड़ा है हमें यह कहने से पहले बहुत सारी शर्तों को पूरा करना होगा कि प्रतिगमन मॉडल अच्छा है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक मान्यता है जो कि परीक्षण सेट है क्योंकि आप इस तरह 3 अंक फिट कर सकते हैं लेकिन वास्तव में डेटा इस तरह से हो सकता है तो वहाँ जा सकता है अथवा नीचे जा सकता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फिट हों वास्तव में आपका r square adjusted r square की भविष्यवाणी अथवा प्रशिक्षण सेट के लिए मान्य पार बहुत अधिक हो सकता है लेकिन जब आप सत्यापन के लिए करते हैं तो पूरी बात एक बड़े आश्चर्य में पड़ सकती है तो आपको हमेशा एक सत्यापन अथवा एक परीक्षण सेट की आवश्यकता होती है वहाँ कुछ है जिसे लिवरेज कहा जाता है कल्पना करें कि यह आपका डिस्क्रिप्टर x है और यह आपकी गतिविधि y है आप कुछ डेटा बिंदु प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आप x और y के बीच और अधिकांश यौगिकों के लिए x की इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्टर मान एक यौगिक को छोड़कर लगभग समान हैं जो दूर है इस तरह की फिटिंग बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि आपका पूरा slope इस विशेष बिंदु पर निर्भर करेगा इसे 1 का लिवरेज कहा जाता है जो बहुत अच्छा नहीं है इसका मतलब है कि आपके पास सभी डेटा पॉइंट हैं डिस्क्रिप्टर का मूल्य लगभग समान है और केवल एक के पास कुछ अलग है तो कभी भी अपने QSAR को इस तरह से न लें आपके पास यहां और यहां कम से कम एक अथवा 2 बिंदु होने चाहिए जैसे कि आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि यौगिक के लिए डिस्क्रिप्टर मानों को एक स्थान पर उन सभी के बजाय वितरित किया जाना चाहिए और उनमें से केवल एक ही दूर है क्योंकि यह आपके पूरे slope का लाभ उठा सकता है और इस विशेष बिंदु में त्रुटियाँ आपके QSAR को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं तो हमेशा एक डिस्क्रिप्टर का चयन करें जो निश्चित सीमा में वितरित किया जाता है अगर आप एक QSAR विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं तो वास्तव मेंयह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है यह अन्य बिंदुओं के अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमने डिस्क्रिप्टर के चयन में बात की थी तो कैसे एक बेहतर फिट पाने के लिए आपके पास एक उच्च क्रम वाला मॉडल द्विघात टर्म में मॉडल हो सकता है अतिरिक्त टर्म को छोड़ दे रूपांतरों का उपयोग करें उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं मान लीजिए हम उस concentration को मापते हैं जिस पर 50 कोशिकाएं मर जाती हैं अगर आप एक कैंसर विरोधी गतिविधि कर रहे हैं अगर आप जीवाणुरोधी कर रहे हैं तो concentration जिस पर 50 अथवा 90 बैक्टीरिया मर जाते हैं हम उस Log ऑफ़ 1C50 का उपयोग नहीं करते हैं pIC 50 है इसे परिवर्तन कहा जाता है क्योंकि क्या होता है ये micromole अथवा millimole में हो सकते हैं तो 10 power 4 10 power 3 वे सभी टर्म आते हैं लेकिन जब आप logarithm लेते हैं और उसके सामने रखते हैं तो वे सभी सकारात्मक संख्याएँ होंगी तो प्रतिगमन बेहतर होगा तो 10 power 4 10 power 3 और के क्रम में अपने आश्रित चर का उपयोग कभी न करें लेकिन logarithm लेने की कोशिश करें ताकि वे पूरी संख्या में रहें फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु कारक सीमा बहुत संकीर्ण हो सकती है मान लीजिए कि आप घटकों का एक सेट लेते हैं और डिस्क्रिप्टर मान लगभग समान हैं और फिर जब आप फिट होने की कोशिश करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि गतिविधि में कोई अंतर नहीं है गतिविधि के साथ नहीं बदलती है लेकिन वास्तव में यह इस तरह बदल रहा है लेकिन क्योंकि आपकी सीमा इतनी छोटी है कि वे सभी के रूप में प्रकट हो सकते हैं अगर गतिविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यह इस तरह की रेंज हो सकती है लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टर का चयन करते हैं तो आपको यह देखने की आवश्यकता होती है कि क्या वे यथोचित अच्छी सीमा को कवर कर रहे हैं अथवा वे सभी एक साथ संकुचित हैं क्योंकि इससे लिवरेज मिल सकता है जो इस प्रकार की त्रुटियों को दे सकता है बेशक जब हम सिंथेटिक रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं तो इसे संश्लेषित करना मुश्किल हो सकता है तो एक विशेष डिस्क्रिप्टर एक विस्तृत श्रृंखला में बदल जाए उदाहरण के लिए मैं Log P को बदलना चाहता हूं मैं OCH3 CH3 फ्लोरीन क्लोरीन डालने के बारे में सोच सकता हूं ताकि Log P बदल जाए और इसलिए यह बुरा नहीं है लेकिन उन प्रकार के डेरिवेटिव को संश्लेषित करना मुश्किल हो सकता है जिन्हें आप जानते हैं कि समस्या हो सकता है एक अन्य बिंदु यह है जब आप Log P बदल रहे हैं तो यह इलेक्ट्रॉनिक अथवा steric कारकों को प्रभावित कर सकता है हमने पिछली पिछली कक्षाओं में देखा था तो अन्य प्रॉपर्टीज को प्रभावित किए बिना केवल एक विशेष प्रॉपर्टी को बदलना पूरी तरह से संभव नहीं हो सकता है जब आप QSAR करते हैं तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं ओवरफिटिंग तो डेटा पॉइंट इस तरह हैं यह फिटिंग के लिए एक सरल मॉडल है लेकिन फिर आप प्रत्येक जटिल बिंदु को फिट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसे ओवरफिटिंग कहा जाता है आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा होना ही काफी है इसे ओवरफिटिंग समस्या कहा जाता है तो जब आप प्रशिक्षण त्रुटि के साथ सरल मॉडल को फिट करने की कोशिश करते हैं लेकिन अच्छी भविष्यवाणी दे रहे हैं तो जटिल मॉडल बहुत जटिल है ऊपर और नीचे जा रहा है प्रत्येक डेटा बिंदु को फिट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह बहुत खराब भविष्यवाणी दे सकता है एक मॉडल पूरी तरह से भविष्यवाणी करता है कि प्रशिक्षण डेटा अच्छा अथवा बेकार है भविष्यवाणी के लिए तो आपको ओवरफिटिंग की समस्या से बहुत सावधान रहना होगा ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि कुछ को Occam's razor कहा जाता है अगर आपके पास 2 समान रूप से समाधान हैं समस्या के तो सबसे सरल चुनें तो हमेशा सबसे सरल उठाओ बहुत जटिल के लिए मत जाओ अगर आपको लगभग समान उत्तर मिलते हैं 2 विभिन्न रैखिक मॉडल और एक द्विघात मॉडल के साथ तो आपको r square मिलेगा और r square adjusted q square लगभग समान होता है थोड़ा अंतर हमेशा रैखिक मॉडल के लिए जाएं द्विघात मॉडल के लिए नहीं जाना है अगर आपके पास 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल और एक अकेला डिस्क्रिप्टर मॉडल है तो q square अथवा सत्यापन r square में केवल एक छोटा सा परिवर्तन है एक डिस्क्रिप्टर मॉडल के लिए जाएं जो कि यह Occam's razor आपको बताता है अगर आपके पास समस्या के 2 समान रूप से संभावित समाधान हैं तो सबसे सरल संभावना चुनें वे बहुत छोटे अंतर हैं लेकिन अगर आपको बड़ा अंतर दिखाई देता है तो आप एक जटिल मॉडल के लिए जा सकते हैं लेकिन अगर यह एक छोटा अंतर है तो ऐसा न करें इसे देखें एक बहुत ही सरल 2 क्लास बाइनरी classification समस्या के लिए आपके पास कुछ डेटा डेटा डेटा है जो आप इन डेटा को 2 विभिन्न समूहों में अलग करना चाहते हैं आप इस तरह से रेखा खींच सकते हैं तो यह एक समूह बन जाता है अथवा आप इस तरह रेखा खींच सकते हैं तब ये समूह बदल जाते हैं तो यह कम सक्रिय यौगिक हो सकता है यह उच्च सक्रिय यौगिक हो सकता है तो आप कहां रेखा खींचते हैं आप निम्न और उच्च सक्रिय के बीच अंतर कैसे करते हैं आपके पास कम सक्रिय यौगिकों के लिए एक QSAR और उच्च सक्रिय यौगिकों के लिए एक QSAR हो सकता है तो आप कैसे वर्गीकृत करते हैं इसके आधार पर कुछ डेटा बिंदु यहां जा सकते हैं अथवा कुछ डेटा बिंदु दूसरे समूह में जा सकते हैं तो यह समस्या है आइए हम इस विशेष सॉफ्टवेयर BuildQSAR को देखें यह एक स्प्रेडशीट प्रकार है उपयोगकर्ता यौगिकों की संरचना परिभाषा द्वारा बनाए गए डेटा सेट में प्रवेश कर सकता है तो यह काफी अच्छा है और हम इसेदेखेंगे इसे BuildQSAR कहते हैं हाँ यह सॉफ्टवेयर BuildQSAR है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह आपकी गतिविधि y है और यहाँ यह 5 डिस्क्रिप्टर दे रही है हम डिस्क्रिप्टर को बढ़ाते रह सकते हैं कोई समस्या नहीं है देखें कि आप यौगिक जोड़ सकते हैं अथवा आप चर जोड़ सकते हैं आइटम जोड़ सकते हैं तो आप आइटम को हटा सकते हैं तो आप हटा सकते हैं आइटम को यौगिकों को यह सभी चीजें हम कर सकते हैं और इसलिए हम यौगिकों के लिए कुछ शीर्षक दे सकते हैं तो हमारे यहाँ कईडिस्क्रिप्टर डेटा परिणाम हो सकते हैं और फिर प्रतिगमन संबंध विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास केवल 5 डेटा पॉइंट हैं तो आपके पास केवल एक डिस्क्रिप्टर मॉडल हो सकता है अगर आपके पास 10 डेटा पॉइंट हैं तो आप 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपके पास कुछ डेटा है उदाहरण के लिए हम कुछ डेटा को देखते हैं आइए एक उदाहरण देखें इन्हें anti inflammatory यौगिक कहा जाता है ये anti inflammatory दवाएं हैं उन्हें सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजिनेज ड्रग्स भी कहा जाता है Cyclooxygenase सूजन के एराकिडोनिक एसिड मार्ग में आता है और मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में बहुत पहले बताया था और ये Pfizer Merck और जैसी कंपनियों द्वारा बेचा जाता है Bextra Vioxx Celebrex DuP ये सभी बहुत ही चयनात्मक हैं जबकि Nimesulide एक चयनात्मक दवा नहीं है और यह मार्ग में cyclooxygenase 2 cyclooxygenase 1 और कई अन्य एंजाइमों को बांधता है जिस गतिविधि को मैं जानता हूं उसे मैंने साहित्य से लिया है तो अब मेरे पास ये यौगिक हैं मैं एक QSAR विकसित करना चाहता हूं तो मैं इनमें से हर एक यौगिक के लिए डिस्क्रिप्टर प्राप्त कर सकता हूं और फिर मैं इनमें से प्रत्येक एक यौगिक के लिए E DRAGON का उपयोग कर सकता हूं और फिर मैं इन डिस्क्रिप्टर को देख सकता हूं अच्छा सहसंबंध इसके साथ उच्चतम सहसंबंध और फिर उन डिस्क्रिप्टर का चयन करें और इसे BuildQSAR में डालें और फिर एक QSAR मॉडल विकसित करने का प्रयास करें तो पहले हम उपयोग कर सकते हैं अगर आपको याद है Zinc डेटाबेस Nimesulide यह Nimesulide है तो मैं यहाँ SDF फ़ाइल डाउनलोड कर सकता हूँ जिसमें पहले से ही ऐसा है तो Nimesulide SDF फ़ाइल है फिर अगर आप SDF में बदलना चाहते हैं तो यह Open Babel है कृपया याद रखें कि अगर हाइड्रोजेन नहीं हैं तो आपको हाइड्रोजन जोड़ना होगा स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि Zinc हाइड्रोजन नहीं डाल सकता है जोकि आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप Open Babel का उपयोग कर सकते हैं और उस SDF फ़ाइल को बदल सकते हैं उदाहरण के लिए हाँ Nimesulide खुला हाँ हाइड्रोजन पहले से ही है लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन नहीं है तो हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और फिर एक और फ़ाइल बना सकते हैं एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे पास SDF फ़ाइल होती है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया है किE DRAGON के लिए SDF फाइल की आवश्यकता होती है तो हम Nimesulide को लोड कर सकते हैं तो यहां हम डेटा अपलोड करते हैं फिर हम Nimesulide SDF फ़ाइल अपलोड करते हैं फिर ब्राउज़ हम अपलोड करते हैं हाँCADD QSAR और Nimesulide अपलोड करते हैं हाँ Nimesulide अपलोड हो जाता है और फिर हम E DRAGON चलाते हैं सभी परिणाम प्राप्त करें जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में दिखाया था सफलतापूर्वक लोड किया गया था अब मैं कहता हूं कि यहां अपना कार्य सबमिट करें और फिर आपको सभी परिणाम मिलते हैं बहुत सारे डिस्क्रिप्टर और आप यही कर सकते हैं DuP 697 Valdecoxib Rofecoxib Celecoxib के लिए और फिर सभी डिस्क्रिप्टर के साथ एक एक्सेल फाइल बना सकते हैं तो सभी डिस्क्रिप्टर्स के साथ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक फाइल DuP 697 Valdecoxib Rofecoxib Celecoxib Nimesulide बनाई और ये गतिविधियाँ हैं Nimesulide की सबसे कम गतिविधि है यहां तो मैंने यहां डाल दिया है और pIC50 मैंने डाल दिया है और ये डिस्क्रिप्टर हैं इतने सारे डिस्क्रिप्टर हैं और फिर मैंने गतिविधि के बीच सहसंबंध का पता लगाने की कोशिश की जैसा कि आप देख सकते हैं गतिविधि और डिस्क्रिप्टर के बीच सहसंबंध तो आप आणविक भार को देख सकते हैं इसे 086 का सहसंबंध गुणांक मिला है और Sp एक अन्य डिस्क्रिप्टरहै तो जैसा कि मैंने कहा कि E DRAGON लगभग 2000 डिस्क्रिप्टर की गणना कर सकता है तो आणविक भार मैंने यहां लिया है इन 5 यौगिकों के लिए ये 5 आणविक भार हैं फिर मैंने कुछ अन्य डिस्क्रिप्टर को यहाँ देखा हाँ यह एक और डिस्क्रिप्टर है जिसे PIPC05 कहा जाता है हम इसके बारे में अधिक विवरण जानना चाहते हैं हमें यह जानने के लिए E DRAGON में देखने की आवश्यकता है कि ये डिस्क्रिप्टर क्या हैं इन 5 यौगिकों के लिए ये मान हैं जैसे कि आप जानते हैं फिर मेरे पास एक और है तो मैंने उनमें से कुछ को उठाया जिन्हें बहुत अच्छा सहसंबंध मिला है 0988 BeHe3 जो एक और डिस्क्रिप्टर है जैसे कि आप जानते हैं कि नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जाना है फिर ALOGPS logP 495 तो मैंने इन्हें लिया और फिर मैं यहां गया और फिर मैंने 5 डिस्क्रिप्टर चुने और फिर मैंने इन 5 कंपाउंड की गतिविधियों को रखा मुझे देखने दो कि क्या फ़ाइल वहाँ है जो मैंने रखी थी तो IC50 मेरे पास यहाँ है तो मैंने 3 4 5 6 7 डिस्क्रिप्टर सही लिए तो यह आणविक भार है DuP 697 Nimesulide pIC 50 का फिर ये डिस्क्रिप्टर हैं मैंने सहसंबंध गुणांक के आधार पर डिस्क्रिप्टर का चयन किया जिसमें यथोचित सहसंबंध था अगर आपके पास अधिक है तो बेशक आप अधिक का चयन कर सकते हैं बेशक यहां मैं केवल एक डिस्क्रिप्टर मॉडल बनाने में सक्षम होऊंगा क्योंकि मेरे पास केवल 5 डेटा बिंदु हैं याद रखें तो हम क्या करे हम QSAR कह सकते हैं हम चर चयन व्यवस्थित खोज कह सकते हैं यहां 2 चर समस्याएं नहीं हैं तो हमने किया प्लॉट चर तो हम pIC 50 versus RDF025 देख सकते हैं यह R 098 है तो मैं कह सकता हूं यह H4P के संबंध में है एक और डिस्क्रिप्टर फिर से आपको R 095 देता है आणविक भार 0863 बहुत अच्छा नहीं है तो यह ALOGPS logP 086 है तो हम AMR एक और डिस्क्रिप्टर हो सकता है काफी अच्छा 0975 अच्छा है हम उन्हें देख सकते हैं फिर हम उपकरण विकल्प कर सकते हैं फिर हम एक QSAR करना शुरू करते हैं जैविक गतिविधि तो हम RDF कर सकते हैं तो आप देखिए यह गणितीय प्रतिगमन संबंध है pIC 50 यह RDF यह आपको अथवा 95 आत्मविश्वास देता है तो y mx c प्रकार वास्तव में यह 3 मापदंडों के साथ एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास 4 पैरामीटर 5 डेटा पॉइंट हैं तो स्वतंत्रता की डिग्री केवल 1 है यह बहुत अच्छा मॉडल नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक QSAR है यह आपको R 1 देता है तो जाहिर है कि स्वतंत्रता की डिग्री बहुत खराब है तो हम एक समय में 2 डिस्क्रिप्टर ले सकते हैं इसलिए यह स्पष्ट रूप से बेहतर हो सकता है क्योंकि हमारे पास 1 2 3 है इसलिए स्वतंत्रता की डिग्री 2 हैं हम देख सकते हैं कि q square 05 है यहाँ F मान ये आँकड़े हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि क्या आप जैव सांख्यिकी और प्रयोगों के डिजाइन नामक मेरा एक कोर्स में भाग लेते हैं आपको इनमें से बहुत सी बातें पता चलेंगी आप सहसंबंध मैट्रिक्स को देख सकते हैं हम देख सकते हैं क्या इन वर्णनों के बीच एक संबंध है जैसा कि मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टर को परस्पर संबंधित नहीं होना चाहिए जो तब बुरा है देखें कि कुछ डिस्क्रिप्टर अत्यधिक सहसंबद्ध हैं तो अगर आप 2 पैरामीटर मॉडल विकसित कर रहे हैं तो आपको उन डिस्क्रिप्टर का चयन नहीं करना चाहिए जो आपस में सहसंबद्ध हैं जो क्रॉस सहसंबद्ध संबंधित हैं जो कि अच्छा नहीं है याद रखना तो हम फिर से हो सकते हैं अगर आप एक बार में प्रत्येक डिस्क्रिप्टर लेते हैं तो यह आपको देता है q square क्या है r square क्या है तो हम उस का चयन कर सकते हैं जो अच्छा दिखता है यह AMR एक अच्छे मॉडल की तरह दिखता है तो आपको यहाँ एक अच्छा q square मिलता है और आपको एक अच्छा r मिलता है तो यह AMR के साथ एक पैरामीटर मॉडल अच्छा है तो आपको सबसे अच्छे मॉडल में आने से पहले थोड़ा बदलाव संशोधन करने की जरूरत है तो हम कॉलम जोड़ सकते हैं इसका मतलब है कि हम कुछ और डिस्क्रिप्टर जोड़ सकते हैं हम कुछ और डेटा बिंदु जोड़ सकते हैं इतनी सारी चीजें जो हम कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम डेटा भी स्केल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको logarithm लेने की आवश्यकता हैअथवा आपको आवश्यकता है square अथवाsquare root लेने की फिर हम उस तरह की चीजों को भी कर सकते हैं तो यह सॉफ्टवेयर बेहद उपयोगकर्ता के अनुकूल है यह एक्सेल की तरह काम करता है तो यह बहुत अच्छा है तो चरण दर चरण प्रक्रिया क्या है तो आप अपनी संरचना को डाउनलोड कर सकते हैं Zinc से जांचें कि क्या हाइड्रोजेन भी हैं अन्यथा आप Open Babelका उपयोग कर सकते हैं और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और फिर आप E DRAGON का उपयोग कर सकते हैंSDF फाइल अपलोड कर सकते हैं और फिर सभी डिस्क्रिप्टर प्राप्त कर सकते हैं आप एक्सेल में जा सकते हैं और फिर अगर आप गतिविधि को जानते हैं तो आप देख सकते हैं कि किन डिस्क्रिप्टर का गतिविधि के साथ अच्छा संबंध है आप उन का चयन कर सकते हैं जिनके पास 09 अथवा 095 से अधिक हैं केवल उनका चयन करें और फिर उन्हें इस तरह BuildQSAR मॉडल में कॉपी करें गतिविधि यहाँ आ रही है और डिस्क्रिप्टर मूल्य यहाँ आ रहा है यहाँ मैंने केवल 5 दिखाए हैं आपके पास अधिक हो सकते हैं और फिर विभिन्न डिस्क्रिप्टर के साथ QSAR करना शुरू करें और अपने q square मान की जांच करें और फिर देखें कि क्या वे क्रॉस सहसंबद्ध हैं फिर एक डिस्क्रिप्टर मॉडल को देखें अगर आपके पास अधिक डेटा पॉइंट हैं तो आप 2 डिस्क्रिप्टर मॉडल आदि देख सकते हैं तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यह एक अच्छा सॉफ्टवेयर है मुझे यह पसंद है क्योंकि यह बहुत उपयोगकर्ता के अनुकूल है क्योंकि यह एक्सेल की तरह दिखता है हम E DRAGON से आपके पास जो कुछ भी है उसे एक्सेल से कॉपी कर सकते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर का क्या तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर चाहते हैं तो हम क्या करते हैं बेशक हमें मैन्युअल रूप से करने की आवश्यकता है क्योंकि आप जानते हैं कि MOPAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर को सही गणना कर सकता है तो आइए हम Nimesulide SDF लेते हैं तो हमें MOPACफ़ाइल प्राप्त करने की आवश्यकता है यहाँ Nimesulide SDF को MOPAC फ़ाइल कहा जाता है तो MOPAC जा रहा है हाँ आपके पास MOPAC कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आउटपुट फ़ाइल हैतो हमें कहने की ज़रूरत है हाँ तो मैं इसे यहाँ रखने जा रहा हूँ मैं Nimesulide कहूँगा मैं इसे यहाँसेव करने जा रहा हूं तो यह MOPAC फ़ाइल होगी Nimesulide के लिए यहाँ मैं यहां से देख सकता हूं अब हम उसकी copy करेंगे और कहेंगे कि हां MOPAC है अब हमें फ़ाइल अथवा कुछ और में डालना है सेव तो हमें इसकी आवश्यकता है हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो हमें इसे इस Nimesulide MOPAC में डालने की जरूरत है कर दिया है Nimesulide out यहाँ है हाँ यह Nimesulide है PM7 गणना की गई है अंतिम गठन की गर्मी किलो कैलोरी अथवा इसे किलो जूल में दिया जाता है कुल ऊर्जा उपलब्ध होती है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा होती है कोर कोर प्रतिकर्षण होता है आयनीकरण की क्षमता होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर होते हैं जो आपको E DRAGON के माध्यम से नहीं मिलेंगे तो आप MOPAC का इस्तेमाल कर सकते हैं इकट्ठा करने के लिए इन 5 अणुओं anti inflammatory दवाओं को हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं MOPAC चलाने के लिए और फिर उन्हें QSAR सॉफ़्टवेयर में ले जा सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था और फिर देखें कि क्या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर का गतिविधि से अच्छा संबंध है और मैंने आपको एक और सॉफ्टवेयर भी दिखाया अगर आप MOPAC आउटपुट को देखना चाहते हैं जिसे Jmol कहा जाता है तो Nimesulide out हम इसे अंदर रख सकते हैं और हम Nimesulide की संरचना के बारे में विवरण प्राप्त करेंगे तो यह Nimesulide है तो Jmol एक अच्छा सॉफ्टवेयर है MOPAC से संरचनाओं को देखने के लिए तो हम संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम सतहों का विकास कर सकते हैं वैन डेर वाल्स सतह विलायक की सुगम सतह Jmol का उपयोग करके हमें वापस जाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं एक और सॉफ्टवेयर है जिसे Ochem कहा जाता है यह भी काफी अच्छा है मैं इसे संक्षेप में आपको दिखाना चाहूंगा यह डिस्क्रिप्टर गणनाओं को भी देख सकता है हाँ तो यह सॉफ्टवेयर भी आपको दे सकता है हाँ यह डेटाबेस गुण मिल गया है तो हम गुण प्राप्त कर सकते हैं अतिथि के रूप में लॉग इन कर सकते हैं तो बहुत सारे गुण हैं गुणों को आप देख सकते है गलनांक Log P के बहुत सारे यौगिकों को यहां संग्रहीत किया गया है मान लें कि आप जानना चाहते हैं बड़ी संख्या में यौगिकों के लिए इसे Lop P मान मिला है Log P घुलनशीलता इतनी सारी चीजें अब अगर मैं किसी विशेष मॉडल के लिए गणना करना चाहता हूं तो डिस्क्रिप्टर की गणना करें हां तो मैं मॉडल बना सकता हूं अथवा मैं SDF से कंपाउंड अपलोड कर सकता हूं फाइल चुन सकता हूं तो मैं एस्पिरिन SDF कह सकता हूं ओपन कर सकता हूं तो एस्पिरिन SDF लेता है फिर हम एस्पिरिन SDF की गणना कर सकते हैं इतने सारे डिस्क्रिप्टर यह कर सकते हैं जैसा कि आप Log P को देख सकते हैं इतने सारे डिस्क्रिप्टर 100 और 100 डिस्क्रिप्टर हैं यह टोक्स अलर्ट दे सकता है वास्तव में इतने सारे डिस्क्रिप्टर यह कर सकते हैं तो यह इन डिस्क्रिप्टर की गणना कर रहा है तो मैं कई आइटम पर क्लिक कर सकता हु तो यह डिस्क्रिप्टर की गणना कर रहा है तो यह वास्तव में इस प्रकार का काम करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है हाँ कुल अणुओं की सही गणना की गई है तो आप डिस्क्रिप्टर देख सकते हैं डाउनलोड पृष्ठ पर देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्टर मान तो QSAR के रूप में आप देख सकते हैं फायदे बहुत हैं इसी तरह कोई QSAR विकास पर काम कर सकता है angiotensin ACE inhibitors or beta blockers पर तो आपको बस हमारी जरूरत है कि हम इनमें से कुछ वाणिज्यिक दवाओं के लिए साहित्य से गतिविधि पर कुछ डेटा होना चाहिए और फिर हमने इसके बारे में जाना और हम विकसित करना शुरू करते हैं तो इसने बहुत सारे परिणाम दिए हैं इतने सारे डिस्क्रिप्टर दिए गए हैं इतने सारे डिस्क्रिप्टर जैसा कि आप अलर्ट के बारे में इस बात को देख सकते हैं कि क्या विषाक्तता और आदि में कोई अलर्ट हैं वास्तव में तो यह भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है Ochem यह डिस्क्रिप्टर गणना कर सकता है वास्तव में इसमें एक मॉडल बिल्डिंग विकल्प भी है इसे मॉडल बिल्डिंग विकल्प मिल गया है क्योंकि समय की इच्छा के कारण हम नहीं जाएंगे लेकिन हम एक रैखिक मॉडल अपलोड कर सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप लोगों की नजर इन चीजों पर भी होगी तो QSAR के फायदे और नुकसान हैं हम गतिविधि पर संरचना के प्रभाव को समझ सकते हैं जब मैं किसी विशेष इलेक्ट्रॉन को वापस लेता हूं अथवा इलेक्ट्रॉन दान करता हूं तो गतिविधि क्या होती है हम नए एनालॉग्स को संश्लेषित करने के बारे में सोच सकते हैं और हम कार्यात्मक समूहों के बीच इंटरेक्शन को समझने की कोशिश कर सकते हैं मान लीजिए कि मेरे पास एक OH पैरा स्थिति में है मैं एक और OH लगाना चाहता हूंतो क्या इंटरेक्शन होगी अथवा मैं OCH3 को रखना चाहता हूं तो क्या इंटरेक्शन होगी इस तरह की चीजें नुकसान निश्चित रूप से ग़लत सहसंबंध कभी कभी जैविक डेटा पर भारी निर्भरता के कारण उत्पन्न हो सकता है बहुत से डिस्क्रिप्टर और सही का चयन यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में मैंने बात कीठीक बहुत सारे डिस्क्रिप्टर मैं कैसे चयन करूंगा कि कौन आपको लगता है कि सही है मैं सही वाले को मिस भी कर सकता हूं प्रयोगात्मक डिजाइन की कमी तो कम्प्यूटेशनल का उपयोग करते हुए मैं कहूंगा कि मैं इस स्थिति में क्लोरो के साथ एक अणु को संश्लेषित करना चाहता हूं सिंथेटिक रसायनज्ञ के लिए डिजाइन अथवा संश्लेषण करना संभव नहीं है वे अणुओं के केवल एक सेट को संश्लेषित करने में सक्षम होंगेतो यह समस्या है विभिन्न भौतिक रासायनिक मापदंडों को क्रॉस सहसंबद्ध माना जाता है जैसा मैंने आपको आणविक भार आकार इलेक्ट्रॉनिक विशेषताओं को दिखाया उनमें से सभी क्रॉस सहसंबद्ध हो सकते हैं तो सभी डिस्क्रिप्टर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे तो हम अगली कक्षा में इस QSAR पर और जारी रखेंगे और साथ ही हम अगली कक्षा में 3 D QSAR के बारे में बात करेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए